प्रिंट का एक और प्रभाव यह है कि प्रिंट के साथ क्योंकि पुस्तक की एक निश्चित प्रति किसी विशेष पुस्तक के कुछ संस्करण में कई सैकड़ों प्रतियाँ होंगी जो पूरे यूरोप में वितरित की गई होंगी तो निश्चित पुस्तक आग या युद्ध या अन्य प्रकार की उपेक्षा से नष्ट नहीं होगी जबकि मेडीवीएल युग में कई पांडुलिपियों को नष्ट कर दिया जाएगा या तो कीट खा गए या जलाया गया होगा हमने वास्तव में इस बारे में बात की थी कि किस तरह से पुस्तकों को जलाया जाता है जिससे विचारों को चुनौती दी जा सकती है यह संभव है जब पुस्तकों की सीमित संख्या हो या एक विशेष पुस्तक की प्रतियाँ कम हो लेकिन प्रिंट के साथ क्योंकि पुस्तक दूर दूर तक वितरित हो जाती है उनकी दीर्घायु और अधिक थी इन पुस्तकों को न केवल पुस्तकालयों में वितरित किया गया बल्कि निजी संग्रह में भी वितरित किया गया ताकि ये दीर्घायु और अधिक गारंटी हो वास्तव में मेडीवीएल युग में ऐसे साक्ष्य हैं जहां बाद में उत्खनन के माध्यम से किताबें मिल जाती थीं जिनको विभिन्न प्रकार के अप्रभावित स्थानों से खोजा गया है तो लोग किताबे धन की तरह कुछ ऐसी है जिसे छुपाया जाना चाहिए था क्योंकि एक निश्चित पांडुलिपि एक निश्चित प्रकार की हो जाती है इसमें एक निश्चित जादुई चरित्र होता है क्योंकि इसके भीतर ज्ञान होता है इसे बहुत बारीकी से संरक्षित करना होगा लेकिन पुस्तकों की उपलब्धता के साथ क्योंकि पांडुलिपि एक विलक्षण प्रति या शायद तीन या चार प्रतियाँ हैं लेकिन मुद्रित पुस्तक में कई और प्रतियाँ हैं तो न केवल दीर्घायु बढ़ जाती है लेकिन पुस्तकों का जादुई मूल्य भी कम होता है यह गुटेनबर्ग की बाइबिल की एक छवि है पहली किताब जो मुद्रित हुई यह कामों के अधिक विद्वतापूर्ण संपादन की एक परंपरा है प्रिंटर विद्वानों को सुनिश्चित करने के लिए शामिल करते हैं और अब यह संभव है जबकि स्क्रिबल नकल के मामले में मानव त्रुटि हो सकती है लेकिन मुद्रण के साथ वास्तव में संपादन को कॉपी करना संभव है पहली कॉपी ली गई है और फिर वे जाली को बदलते हैं टाइपफेस को बदलते हैं और फिर प्रिंट करते हैं इसलिए कॉपी एडिटिंग की एक प्रक्रिया है जो वास्तव में प्रिंटिंग से शुरू होती है यह पांडुलिपि के साथ संभव नहीं था और डिजिटल के आने के साथ लगभग गायब हो गया है अब हम अपनी प्रतियों के बारे में अधिक सावधान नहीं हैं या हम लगातार संपादन के एक मोड में हैं अब हम प्रकाशन के बाद भी संपादित कर सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से टाइपफेस की रचना और छपाई के बीच यह संपादन की प्रक्रिया थी संपादन का यह छाया स्थान और विद्वानों की सलाह मांगी गई थी विद्वानों की सलाह भी मांगी गई क्योंकि प्रिंटर बाजार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे यह पता लगाने के लिए कि किस तरह की किताबें मांग में हो सकती हैं विभिन्न विद्वानों के संघों ने अपनी पूछताछ के परिणामों को प्रकाशित करने के लिए छापा रॉयल समाज ने प्रकृति का प्रसार करने के लिए फिलोसोफिकल ट्रांसेक्शन नमक पत्रिका का उपयोग किया वास्तव में रॉयल सोसाइटी ने पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रम शुरू किया जिसमें न्यूटन के सिद्धांत नामक पुस्तक को प्रकाशित किया गया था बहुत सारे प्रिंटर वास्तव में सक्रिय रूप से काम करते हैं और एक एजेंडा भी सेट करना है कि उन्होंने लोगों से पूछा क्या आप मेरे लिए किताब लिख सकते हैं आपने भाषण दिया क्या आप इसे लिख सकते हैं ताकि मैं इसे प्रकाशित कर सकूं इसलिए वे सक्रिय रूप से एजेंडा सेटिंग कर रहे थे और कुछ महत्वपूर्ण विद्वान दो बहुत महत्वपूर्ण विद्वान वे जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की ताकत को चुनौती दी थी वे मार्टिन लूथर और केल्विनवादी भी जॉन केल्विन थे और प्रकाशन अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड बन गया है जो कि 16 वीं शताब्दी के अंत 17 वीं शताब्दी के प्रारंभ की नई सीख है अब वे केवल उन पुस्तकों का प्रकाशन करते थे जो पहले से ही पांडुलिपियों में थीं अब प्रिंट के लिए किताबें लिखी जा रही हैं पांडुलिपियों को पूरी तरह से प्रसारित नहीं किया जाता है ऐसा नहीं है कि पांडुलिपि परिसंचरण बंद हो गई है वो अभी भी निजी हलकों के भीतर जारी है लेकिन ज्ञान का सार्वजनिक वितरण प्रिंट के माध्यम से होता है प्रकाशन एक महत्वपूर्ण वाहन बन जाता है जिसके माध्यम से जो भी अनुसंधान पश्चिमी विद्वता के भीतर पैदा होने वाले विचार विज्ञान प्रौद्योगिकीचिकित्सा यहां तक कि धार्मिक विश्वास साहित्यिक संसाधन जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है वह प्रिंट के माध्यम से पश्चिम में और पश्चिम से परे मिलता है अब हमने पहले से ही इस तथ्य के बारे में बात की थी कि सभी ज्ञान जो यूरोप के अंदर आ रहे थे चर्च सर्किट के बुल बुले को फोड़ने के लिए जो नए विचारों को ला रहे थे बहुत भ्रम पैदा कर रहे थे लेकिन यह आमद हमें इस तथ्य से नहीं चूकना चाहिए कि विचारों के इस हिमस्खलन का प्रवाह जो प्रिंट के माध्यम से प्रसारित हो रहा है सभी का प्रभाव न केवल सकारात्मक है बल्कि कुछ निश्चित नुकसान भी हैं क्योंकि बहुत अधिक बेकार सामान भी बन रहा है और प्रसारित हो रहा है यह केवल सनकी और विद्वतापूर्ण कार्य नहीं था जो प्रकाशित हो रहे थे और लोग अभी भी क्या सही है और क्या गलत है का आकलन कर रहे थे आज मैं जो इंगित करना चाहता हूं यह बहुत कुछ वैसा ही है जैसा हम आज सोशल मीडिया के साथ देख रहे हैं जिस तरह के मेमे और कहानियां प्रसारित होती हैं बहुत फर्जी खबरों और तस्वीरों का प्रसार होता है लोग अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं कि कैसे इस मीडिया के साथ काम करें सोशल मीडिया के साथ आधुनिक दिन के लिए पाठ्यक्रम के विभिन्न विचार हैं जो ठीक वैसा ही नहीं है जैसा कि 16 वीं शताब्दी में हो रहा था लेकिन पाठ्यक्रम में कुछ समानताएं हैं जैसे की लोग यह पता नहीं लगा सकते हैं कि कोई खास खबर सही है या गलत और कभी कभी वे संदेह में भी नहीं होते हैं कि जो कुछ भी उनके फोन के ऊपर आता है उसे आगे बढ़ाते हैं तो प्रिंट के हिमस्खलन के इस युग में लोग अभी भी यह विचार के रहे है कि क्या ध्यान करना हैं और कौन सा विचार सिर्फ एक झूठा सेट है और दो तरह की चीजों के बीच एक स्पष्ट भेद भी नहीं था क्योंकि उस समय यूरोप में बड़ी संख्या में विचारों की बाढ़ आ गई जो बाद की शताब्दियों में कम विश्वसनीय होती गई ज्ञानवाद कीमिया जादू ज्योतिष कैबेलिस्टिक लेखन के विचार और क्योंकि उनमें से कुछ प्रिंटर लाभ के पीछे थेवे सब कुछ प्रिंट करेंगे इसलिए कम विश्वसनीयकम विद्वानों और कम वैज्ञानिक लेखन का सर्कुलेशन बहुत था लेकिन मैं फिर से जोर देना चाहता हूं कि कोई स्पष्ट संकेत नहीं है आप यह नहीं कह सकते कि उस समय इस बात की स्पष्ट समझ होंगी कि वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक क्या है क्या विद्वता है क्या गैर विद्वता है क्या शैक्षिक है और क्या गैर शैक्षिक है भेद बहुत स्पष्ट नहीं था जॉर्ज सार्टन ने कहा दी वैरी हाई प्रोपोरशन ऑफ़ वॉर्टलेस पब्लिकेशन वोउल्ड स्वाम्प दी ओदेर्स फॉर दी सिंपल रीज़न डेट मीडियाकर ऑथर आर ऑलवेज मोर नुमेरौस देंन डिस्टिंगुइशेड ओनेस the very high proportion of worthless publications would swamp the others for the simple reason that mediocre authors are always more numerous than distinguished ones " तो आपके पास एक ऐसी स्थिति है जहां इस तरह के परिवर्तन से निपटने के तरीके के बारे में दुनिया को बताया गया है जिसमें लगभग 500 साल लग गए यह एक दिन में हल नहीं हुआ यह एक सदी में भी हल नहीं हुआ था इन विचारों को वास्तव में चारों ओर काम करने में बहुत समय लगा ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक यह भी है कि सर आइजैक न्यूटन जैसे व्यक्ति भी जिन्हें हम आधुनिक समय के भौतिक विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तावक के रूप में देखते हैं अपने समय में उन्होंने अभ्यास किया वह अल्केमी में भी गहरी रुचि रखते थे और यह उस क्षेत्र के भीतर उनकी यात्रा में था जिसमें उन्हें भौतिकी गुरुत्वाकर्षण और अन्य क़ानूनों के लिए प्रेरित किया इसके बारे में और अधिक एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण अमेरिका की खोज हुई थी अब अमेरिका की खोज मुद्रण के साथ की गई थी लेकिन यह मुद्रण प्राप्त ज्ञान क्योंकि अमेरिका की खोज बहुत अन्वेषण के साथ हुई थी जो हो रहा था ऐसा इसलिए था क्योंकि लोगों ने दुनिया की खोज शुरू की और ज्ञान का पता लगाने के लिए वे भूगोल कार्टोग्राफी समुद्र विज्ञान नेवीगेशन प्राणी विज्ञान वनस्पति विज्ञान नृविज्ञान की नई शाखाएँ बना रहे थे लोग नई जगह सीखने लगे थे नए तरह के पौधे नए तरह के जानवर नए किस्म के लोग और ये सब नए शैक्षिक विषय बनने लगे थे जब कोलंबस पश्चिम की ओर यात्रा करके इंडीज़ की ओर एक नया मार्ग खोजने के लिए प्रेरित हुआ क्योंकि पहले का मार्ग पूर्व से भूमि के माध्यम से था और क्या कारण है कि वे अब पूर्व की यात्रा नहीं कर सकते थे पहले वे मध्य पूर्व की यात्रा करते थे और भारत में आते थे मार्को पोलो याद है यह वह मार्ग है जो उसने लिया लेकिन अब जब अन्य लोग भारत आते हैं तो वे अफ्रीका के चारों ओर से आते हैं और कोलंबस ने निश्चित रूप से अटलांटिक के पार जाने की कोशिश की पश्चिम की ओर यात्रा की और जब वह गया और कोलंबिया ढूंढा आधुनिक दिन का कोलंबिया तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कारण है कि यूरोप अचानक एक पूर्वमुखी मार्ग के बजाय पश्चिम की ओर मार्ग की तलाश करने लगता है क्योंकि जमीन पर यात्रा करना कहीं ज्यादा आसान था तो ऐसा क्यों है कि लोग पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं अचानक एक पश्चिम मार्ग की तलाश शुरू हुई लेकिन जिस पुस्तक ने वास्तव में पश्चिम की यात्रा करके भारत के लिए कोलंबस की खोज को गति दी वह इमागो मुंडी नामक पुस्तक थी यह उस विशेष पुस्तक का एक चित्रण है यह एक तरह का दुनिया के मिडिवल का नक्शा हैं यह विशेष पुस्तक इस विचार को जन्म देती है कि कोई भी पश्चिम की ओर यात्रा करें और भारत की खोज कर सकता है इसलिए किताबें और मुद्रण पहले ही अन्वेषण की नई संभावनाएं देना शुरू कर देते हैं कोलंबस की यात्रा 1490 के दशक में हुई थी और प्रिंट की खोज की गई थी वास्तव में 1450 के दशक में स्थापित किया गया था इसलिए लगभग 40 50 वर्षों तक छपाई का एक प्रकार था जिन गतिविधियों पर हम चर्चा कर रहे हैं वे हो रही थीं और एक बार जब वह पहली यात्रा के बाद वापस आता है कोलंबस वापस आता है और एक पत्र लिखता हैफिर वह मुद्रित हो जाता है और फिर कई यूरोपीय भाषाओं में और लैटिन में अनुवाद किया जाता है और फिर 18 अतिरिक्त में चला जाता है मैगलन की एक यात्रा का समान विवरण परिचालित किया गया था जिन्होंने वास्तव में अमेरिका के उत्तरी भाग की यात्रा की जिसके बाद अमेरिका वास्तव में नामित है उनकी पुस्तक कोलंबस की तुलना में अधिक लोकप्रिय थी तो पहले से ही यात्रा वृत्तांत का एक बड़ा सर्किट है और प्रिंटर यात्रियों को उनके अन्वेषण के बारे में लिखने के लिए कहने लगते हैं क्योंकि इस नई दुनिया के ज्ञान के लिए यूरोप का एक बड़ा बाजार भूखा थायह उस समय के डिस्कवरी चैनल जैसा था इसलिए बहुत सारे प्रिंटर यात्रा वृत्तांतों को प्रकाशित करेंगे लेकिन कभी कभी वे वास्तविक यात्रा की प्रतीक्षा नहीं करेंगे बहुत सारी काल्पनिक यात्राएँ भी होती थीं जिनमें से एक और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ रॉबिंसन क्रूसो यह एक प्रकार का कल्पनात्मक यात्रा वृत्तांत है जिसने अपने समय में बहुत अच्छा किया था लेकिन यह भी होगा कि यह केवल यात्रा वृत्तांत नहीं हैं जो मुद्रित हो रहे थे यात्रा के कार्य को इस संभावना से मदद मिलेगी कि नई खोजें छपाई की कला में बनी थीं नई तरह की चीजें प्रिंट हो रही थीं नक्शा या योजना कि जहाज का कैसे निर्माण हो या विभिन्न नौवहन उपकरण को कैसे उपयोग करना हैं सब मुद्रित करना संभव हुआ लोग इस पुस्तकों के माध्यम से सीखेंगे और अपनी खुद यात्राओं का काम करेंगे आप इस एक खोजकर्ता से मिल सकते हैं लेकिन आप कई अन्य खोजकर्ता शिपबिल्डर्स टूलमेकर्स के अनुभव या कार्यों के बारे में पढ़ सकते हैं इसलिए इस तरह की चीजें प्रसारित हो रही थी और एक बार यूरोपीय लोगों ने इन नए स्थानों में बसना शुरू कर दिया जिससे बहुत अधिक आबादी यूरोप से स्थानांतरित हो गई जो नई दुनिया बन गया वे वास्तव में उपनिवेशवाद के शुरुआती दिन हैं यह स्थानीय आबादी को नष्ट करने के लिए नेतृत्व करेगा भूमि की समाशोधन जबकि वे भूमि को साफ करते हैं वे जबरन अधिग्रहण के लिए आबादी को भूमि से साफ करते हैं और जहां यूरोप की अतिरिक्त आबादी बसने लगती है बहुत सारे अपराधी मिल जाते हैं और निश्चित रूप से यह दास व्यापार के इतिहास से जुड़ा हुआ है लेकिन यह पूरी तरह से एक और कहानी है लेकिन कई राजनीतिक विचार अब मुख्य भूमि यूरोप में तैयार होने शुरू हो गया है और इन कॉलोनियों में परीक्षण किया गया था स्वतंत्रता के विचारों का परीक्षण किया जाता है यूरोपीय वर्चस्व के विचारों का परीक्षण किया जाता है और यह सब प्रसार अब पुस्तकों के माध्यम से होता है निश्चित रूप से एक पुस्तक व्यापार अटलांटिक के पार भी होता हैजो धीरे धीरे विकसित हुआ और इन यात्रा वृत्तांतों के काल्पनिक होने के साथ साथ बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखित भी मिलते हैं अन्वेषणों और निष्कर्षों की अमानवीय रिपोर्ट भी हैं वहां अत्यधिक ग़लतियाँ हैं और लोगों को इन मतभेदों को सुलझाने में बहुत समय लगता है बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है यूरोपीय वर्चस्व की सांस्कृतिक धारणाएँ और अन्य भूमि के लोग कैसे हैं और इसलिए वे कम हक़दार हैं वे किसी भी अधिकार के लायक नहीं हैं वे जानवरों के करीब है और इसलिए निस्तारण किया जा सकता है तो यह धारणा है कि यूरोपीय सर्वोच्च हैं क्योंकि यूरोपीय मानव हैं और अन्य अमानवीय हैं इसलिए इस तरह की छवियों को एक भयावह विश्वास करने वाली आबादी को खिलाएं जाना आसान है इसी तरह जब आज अगर एक निश्चित मेम सोशल मीडिया पर प्रसारित होती है जो लोगों के मौजूदा सांस्कृतिक पूर्वाग्रह पर खेलता है एक निश्चित समुदाय को नकारात्मक प्रकाश में देखता है यह विश्वसनीय हो जाता है कि यह व्यक्ति चोर अपहरणकर्ता होना चाहिए और हम घृणित अपराध में वृद्धि देखते हैं निश्चित रूप से प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में नस्लीय हिंसा हुई थीलेकिन निश्चित रूप से इन भूमि में जहां यूरोपीय जा रहे थे और बस विनाशकारी सामूहिक हत्या अमेरिका के मूल निवासी और ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी विज्ञान की दुनिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ये नए विचार मौजूदा ज्ञान का मिथ्याकरण और प्रश्न करने में अग्रणी थे इसलिए सबसे अग्रणी विचार में से एक ब्रह्माण्ड का वितरण अरिस्टोटेलियन की दुनिया का ये भाव था जहाँ चार संकेंद्रित गोले जिसके भीतर विभिन्न तत्व थे लेकिन ये जो नया आ रहा था उसके साथ संघर्ष में थे और नए प्रकार के अवलोकन हो रहे थे लोग अब बेहतर कर रहे थे क्योंकि वे स्थानीय से परे जा रहे हैं वे मुद्रित पुस्तकों के परिवहन के कारण पूरे यूरोप में एक महाद्वीपीय दृष्टिकोण रखते हैं और अपने अन्वेषणों के साथ उनका दृष्टिकोण बहुत बड़ा है तो असंगति परंपरागत रूप से स्वीकार्य विचारों और नई टिप्पणियों के बीच कुछ था जो इन विचारों पर सवाल उठाता है और जांच को आगे बढ़ाता है लेकिन वैज्ञानिक सोच से परे अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी विकास ने यूरोप का चेहरा बदल दिया था गनपाउडर कम्पास और प्रिंटिंग कम्पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण नौवहन उपकरण बन जाता है प्रिंटिंग हम पहले से ही जानते हैंबारूद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बारूद के साथ अब कैवेलरी के बिना शूट करना संभव है इसलिए धीरे धीरे बारूद के आने के साथ कैवेलरी प्रतिस्थापित किया जा रहा है और अधिक स्थायी सेनाएँ अस्तित्व में आ रही हैं गनपाउडर एकमात्र कारण नहीं था जिसके कारण सेनाएँ खड़ी हुईं इसके दूसरे कारण भी थे तीरंदाजी और पारंपरिक तलवार के साथ गतिशीलता के लिए घोड़े की आवश्यकता होती है या एक जानवर होना चाहिए लेकिन अब उस गतिशीलता को प्राप्त करना संभव है निश्चित रूप से शूटिंग बहुत आसान बना देती है इसलिए बारूद के आने से निश्चित रूप से मारक क्षमता बढ़ जाती है और यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण संसाधन हो जाता है दुनिया के उपनिवेशीकरण के लिए भी क्योंकि बारूद यूरोपीय सेना को दूसरे लोगों पर फायदे देता हैं जिससे नई दुनिया पर कब्ज़ा संभव है हम पहले ही देख चुके थे कि मुद्रण चीन में कैसे हुआ था चीनी मुद्रण जानते थे लेकिन वास्तव में उस को नहीं लिया ये तीनों बारूद कम्पास और प्रिंटिंग बुनियादी तकनीक यूरोप में आने से पहले चीनियों के पास उपलब्ध थी मेरा मतलब है कि चीनी आतिशबाजी के लिए बारूद इस्तेमाल किया करते थे लेकिन युद्ध के लिए इसका इस्तेमाल करने के बारे में कभी नहीं सोचा था लोड स्टोर जो चीनी के लिए उपलब्ध हैं जिज्ञासा के प्रकार के रूप में देखा गया था लेकिन इसका इस्तेमाल एक नेविगेशनल डिवाइस में कभी नहीं किया गया था महत्वपूर्ण कारण जो मैंने सुझाया था कि क्यों मुद्रण यूरोप में दृढ़ हुआ और चीन में नहीं क्योंकि उत्पादन का मूल तरीका कुछ ऐसा था जिसकी आवश्यकता नहीं थी इस तरह के एक नवाचार को प्रोत्साहित नहीं किया गया पूंजीवाद को इस तरह के नवाचार की आवश्यकता हैपूँजीवाद हमेशा लाभ की ओर अधिक होता हैं एक व्यक्तिगत विकास की ओर जोखिम लेना मौजूदा ज्ञान पर सवाल उठाना और उत्पादन के इस मूल बदलाव में जो यूरोप में हुए चीन से प्रौद्योगिकी अब यूरोप में नवाचार के लिए संभव होती है एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मुद्रण बड़ी संख्या में लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान ला रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति कई अनुभव पा रहा हैं तो लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे थे जो किसी एक क्षेत्र में किसी के द्वारा उपयोग किया जा रहा है और किसी अन्य प्रकार के क्षेत्र के साथ प्रयोग किया जा रहा है और यह कुछ ऐसा है जिसे हमने मुद्रण के उद्भव के साथ भी देखा था गुटेनबर्ग ने सुनारों का ज्ञान ले कर एक प्रकार का निर्माण किया है जो वास्तव में नवाचार हैं और भी प्रकार के आविष्कारों के बारे में सोचते हैं जैसे स्टीम इंजन भाप के व्यवहार के विचार से ही उभरता है जो रसोई से निकलती है तो एक नई तरह के उपयोग के लिए एक प्रौद्योगिकी को रखने की सभी संभावनाएंज्ञान के आधार से आती हैं जो ज्ञान का नेटवर्क आधुनिक मुद्रण द्वारा बनाया गया है हालांकि हमें फिर से वापस जाना चाहिए और समझना चाहिए कि विज्ञान के विकास में बहुत समय लगा हैं यह कुछ ऐसा नहीं था जो कि यूनिडायरेक्शनल विकसित हुआ कि अब सब कुछ यूरोप में वैज्ञानिक तरीकों से ही विकास होता है क्योंकि जैसा कि मैंने सुझाव दिया था कि रहस्यवाद धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार और विषय था जिस पर लोगों ने अपनी पूछताछ जारी रखी और एक तरीके से वैज्ञानिक जाँच में भी इस रहस्यवादी दृष्टि की सहायता की गई थी वह यह थी कि लोग ब्रह्मांड के कामकाज की अधिक से अधिक समझ देख रहे थे न्यूटन ने बहुत हद तक अल्केमी का पीछा किया ताकि यह समझाया जा सके कि ब्रह्मांड वास्तव में कैसे काम करता है और पूछताछ की इस भावना में वह फ़िज़िक्स में गति के सभी विभिन्न क़ानूनों का पता लगाता है 15 वीं शताब्दी के बाद विभिन्न महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार हुए तो खनन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है धातु के उपयोग ने इन सभी मशीनों को जगह में डाल दिया और निश्चित रूप से सभी युद्ध मशीनों को कैनन राइफल के साथ ही सभी प्रिंटिंग मशीन और हर तरह की मशीन से मेरा मतलब चरखा औजार मिलसब कुछ को बहुत अधिक धातु की आवश्यकता होती है इसलिए खनन और धातु विज्ञान का विकास बहुत ज्ञान का महत्वपूर्ण पहलू है जहाज का सुधार जहाज निर्माण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही वह जगह है जहाँ अन्वेषण हो रहे हैं इसलिए बहुत सारे नवाचार बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान जहाज और वस्त्र के विकास पर उस समय हो रहा है कपड़ा उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और कपड़ा भारत में बहुत महत्व रखता है इंडिगो खेती और भारतीय कपास उत्पादकों का शोषण हम सभी जानते हैं यूरोप में कपड़ा उद्योग के विकास तक मैनचेस्टर इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र है यूरोप कपड़ा का एक शुद्ध आयातक था निश्चित रूप से भारत से उत्पादित भारतीय कपड़े मूल्यवान था और यह वास्तव में विभिन्न यात्रियों और व्यापारियों को यूरोप में ले जाने पर बहुत मूल्य में बेचना होगा यूरोप इस अवधि तक वस्त्रों का शुद्ध आयातक था यह केवल इस अवधि में है कि यूरोप वस्त्रों का निर्यातक बन जाता है लेकिन निश्चित रूप से इसके पास उत्पादन करने के लिए कच्चा माल नहीं था यूरोप एक ट्रॉपिकल देश नहीं है और नॉन ट्रॉपिकल देश बहुत उपजाऊ नहीं हैं इसलिए अपने कच्चे कपास को उगाने के लिए उपनिवेशों की जरूरत थी और इस कपास को यूरोप में लाया गया कपड़ा उत्पादन किया गया और फिर उन्हें वापस बेच दिया गया था यही कारण है कि यूरोप में धन सृजन प्रेरित हुआ था आज पश्चिम प्रौद्योगिकियों के कारण पूर्व या दक्षिण से अधिक समृद्ध है डॉलर पाउंड या यूरो हमारी मुद्राओं की तुलना में बहुत अधिक महँगा है इस ऐतिहासिक विभाजन की वजह से जहाँ उन्होंने कच्चा माल सस्ता खरीदा था इसलिए कि उन्होंने उपनिवेशों में राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित किया उसे छीन लिया जो धन के निकासी का प्रकार था और हमने बहुत अधिक खर्च पर कपड़ा वापस खरीदा हालांकि ये वस्त्र उस चीज से सस्ते थे जो हमने वास्तव में पहनी थी जो कीमत थी लाभ वास्तव में प्रवासी हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाभ वापस ले लिया 16 वीं शताब्दी में कुछ बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं जो इन तकनीकों पर प्रकाशित हुईं और मुद्रण ने प्रौद्योगिकियों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संगीत का विकास भी महत्वपूर्ण था और कृषि के विकास ने इस खाद्य सुरक्षा का भी नेतृत्व किया क्योंकि मुद्रण प्रिंट कर सकता था अब संगीत स्कोर पुस्तकों के माध्यम से मुद्रित किया जा सकता था और खाद्य सुरक्षा के लिए सिंचाई कृषि नए बीजों और अन्य प्रकार की चीजों की नई तकनीकों का नेतृत्व किया गया था किसानों ने खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा निश्चित रूप से पूंजीवादी किसानों ने पुस्तकों के माध्यम से खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा और यूरोप के भीतर खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार किया जैसा कि मैंने कहा कि संगीत की छपाई के माध्यम से शास्त्रीय संगीत का विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका भी प्रिंट ने निभाई थी अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परे आकर हम महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए जो यूरोप की राजनीति में प्रिंट ने खेला था मार्टिन लूथर ने धार्मिक संघर्ष शुरू किया जब उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च से पूछताछ की थी उन्होंने जर्मनी में अपनी थीसिस रखी और कुछ ही हफ्तों में उनके पाठ ने रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकार पर सवाल उठा दिया जो जर्मनी में बहुत जल्दी फैल गया और यह संस्थागत लाभ है कि प्रिंट अब मार्टिन लूथर या प्रोटेस्टेंट्स या केल्विनिस्ट जैसे विद्रोही को देता है जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अब तक यह केवल रोमन कैथोलिक चर्च हैं जिसमें विद्रोहियों को कुचलने के लिए संस्थागत समर्थन प्राप्त था लेकिन प्रिंट के आने से विद्रोहियों के अब व्यापक भूगोललिए स्तर पर पहुंचने और समर्थन की मांग करने की संभावना है तो विचार समेकन की ओर ले जाते हैं और विद्रोह में एकजुटता और समर्थन और रोमन कैथोलिक चर्च से निपटने के लिए बहुत अधिक दुर्जेय बल बन जाता है यही वजह है कि प्रोटेस्टेंटिज़्म वास्तव में 16 वीं और 17 वीं शताब्दी के बीच रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया यूरोप की राष्ट्रीयताओं के रूप में उभरने के लिए यह इस के विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष का एक प्रमुख बिंदु बन जाता है और चर्च इसे बहुत जल्दी पहचान लेता है और इसलिए पोप लियो एक्स इंडेक्स जारी करता है जिसे आप लिबरोरम प्रोहिटोरियम नाम से जानते हैं जो वास्तव में कुछ पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाता है यह प्रतिबंधित पुस्तकों की एक सूची है जिसे चर्च समय समय पर अद्यतन करता रहता है जिस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा पापसी ने खुद ही प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल किया तो अब आपके पास यह तंत्र था एक बार जब उन्हें पता चलता है कि प्रिंटिंग प्रेस राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता हैप्रिंटिंग प्रेस पर राजनीतिक रूप से नियंत्रण महत्वपूर्ण है आप देखें कि सरकारें अब धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेसों को अधिकृत करने की कोशिश कर रही हैं कुछ प्रिंटिंग प्रेसों को अधिकृत किया जाता है बाकी सभी गुप्त हैंवे अनधिकृत हैं और आप पुस्तक पाइरेसी के इस शासनकाल को शुरू करते हैं पाइरेसी बहुत महत्वपूर्ण रूप फायदा पहुँचती हैं क्योंकि निश्चित रूप से ये ऐसे विचार थे जो लोकप्रिय थे लोग क्या पढ़ना चाहते थे इसलिए यदि कोई पुस्तक बाजार में उपलब्ध है तो वे बेच देंगे लेकिन अधिकारियों को क्लैंप कर सकते हैं इसलिए यह एक जोखिम भरा मामला था लेकिन अगर आप उस जोखिम को उठाने में सक्षम हैं तो वे बहुत लाभ कमाते हैं क्योंकि पायरेटेड किताबें काफी बेहतर कीमत पर बिकेंगी तो एक तरफ यह प्रोत्साहन है लाभ प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट सुधार की पुस्तकें को बेचने के लिए एक प्रोत्साहन बन जाता है लेकिन यह केवल प्रेरणा नहीं है वहाँ वैचारिक प्रेरणाएँ भी थी कुछ प्रिंटर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का समर्थन करना चाहते थे यह बहुत दिलचस्प होगा कि चर्च और राज्य के बीच संबंध सत्तारुढ़ अधिकार पूरी तरह से नहीं टूटे थे इसे तोड़ने में समय लगा तो यूरोप के भीतर कुछ राजशाही होगे जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च का समर्थन किया था कुछ राजशाही रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध करें थे महत्वपूर्ण रूप से स्पेन और पुर्तगाल ने रोमन कैथोलिक चर्च का समर्थन जारी रखा जबकि इंग्लैंड ने इसका विरोध किया तो यूरोप के वो देशक्षेत्र जो कैथोलिकवाद के प्रभाव में हैं दूसरे में प्रोटेस्टेंटवाद का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे अपने क्षेत्र में छपी पायरेटेड किताबों को दूसरे क्षेत्र में डालने के लिए इसका रिवर्स भी सच होगा तो सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं पुस्तकों का परिवहन जोखिम भरा हो गया था और प्रिंटर ने अचानक दोनों तरह की पुस्तकों को विभिन्न प्रिंटर से प्रिंट किया रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन के लिए काउंटर रिफॉर्मेशन वह था जिसका नेतृत्व चर्च ने किया था और इसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र में विकास हुआ अब जनता में राजनीति बहस हो रही थी सत्ता के मुद्दों पर जनता में बहस हो रही थी प्रिंट एक महत्वपूर्ण जनता क्षेत्र बन गई है तब तक मुख्य रूप से अदालत या अभिजात वर्ग के भीतर बहुत व्यापक रूप से चर्चा हो सकती है क्योंकि प्रिंट ने पुस्तक को उपलब्ध कराया है अगर मेरे पास कोई एक्सेस है तो मैं एक पुस्तक का भुगतान कर सकता हूं और खरीद सकता हूं और एक निश्चित विचार तक पहुंच सकता हूँ इसलिए प्रिंट सार्वजनिक क्षेत्र के उदय की ओर जाता है जिसे आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक उपकरण के रूप में समझते हैं और दूसरी बात यह है कि चूंकि प्रत्येक चर्च प्रोटेस्टेंट चर्च या कैथोलिक चर्च वे यूरोप में व्यापक रूप से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे वे चर्चों के नेटवर्क को विकसित करने और चलाने की कोशिश कर रहे थेउन्हें लोगों की आवश्यकता थी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भर्ती प्रतिधारण और सिद्धांत पादरी की आने वाली पीढ़ियों इसके संस्थागत आधार को बनाए रखने में चर्च की सहायता करेंगे इनमें से प्रत्येक प्रतिकूल चर्चों ने स्कूलों की स्थापना की इसने स्कूली शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया एक बार स्कूल बन जाने के बाद विभिन्न लोग शिक्षित होने के लिए आएँगे उनमें से सभी जरूरी नहीं पादरी बनने में इच्छुक हो लेकिन इससे आप इन मठों के स्कूलों की परंपरा शुरू करते हैंयह साक्षरता की ओर बढ़ती है और बढ़ी हुई साक्षरता के साथ दो चीजें होती हैं एक ये स्कूल वास्तव में 2 तरह की चीजों की ओर ले जाते हैं एक है साक्षरता का बढ़ना लोग किताबें पढ़ सकते हैं इसलिए किताबों की माँगें भी बढ़ती हैं निश्चित रूप से शिक्षा के लिए पुस्तकों की आवश्यकता होती है और लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं दूसरी बात अब लोगों का एक समूह है इस ओर मध्यम वर्ग का जीवन जाता है मध्यवर्ग क्या है जो मुख्य रूप से सेवाएं प्रदान कर रहे हैंउनके लिए यह शब्दावली मध्यम वर्ग का उपयोग विभिन्न तरीक़े से किया जा सकता हैप्रमुख अर्थ जिसमें हम मध्यम वर्ग शब्द का उपयोग करते हैं वह मध्य आय वर्ग है लेकिन एक मध्यम वर्ग एक मध्यम आय वर्ग नहीं है एक मध्यम वर्ग वह है जो सेवाएं प्रदान करता है जैसे डॉक्टर शिक्षक इंजीनियर क्लर्क वाली सेवाएं ये हैं या नौकरशाह वे जो मध्य वर्ग से हैं वे जमींदारी वर्ग नहीं हैंवे पूँजीपति वर्ग नहीं हैं वे प्रमुख साधनों के प्रमुख स्वामी नहीं हैं लेकिन वे आम तौर पर उत्पादन को संभव बनाने के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं जो पूंजीवाद से जुड़ा हैं और ये फिर नए युग के नए ज्ञान निर्माता बन जाते हैं स्कूलिंग द्वारा बनाया गया तंत्र जो आंशिक रूप से अधिकारियों द्वारा लाया गया था वे नए ज्ञान प्रणाली का निर्माण करते हैं यदि आप विभिन्न लोगों के इतिहास की सूची को देखते हैं जो उस समय के महत्वपूर्ण रचनाकार थे महत्वपूर्ण शख्सियत मैकियावेली जो निचले अधिकारिय थे वे शाही परिवारों में पैदा नहीं हुए थे वे निश्चित रूप से धार्मिक परिवार नहीं थे पिको डेला मिरांडोला या कोपरनिकस या केल्विन उनमें से कोई भी अभिजात वर्ग के भीतर पैदा नहीं हुआ था और वे स्व निर्मित लोग थे कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोग जैसे सर वाल्टर रैलेजिसने एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में अपनी छवि अर्जित की है क्योंकि यह साहित्य में भी है डचेस ऑफ माल्फी एंटोनियो की आकृति वह जो शिक्षित है जो अपने जन्म के विशिष्ट सामाजिक वर्ग से परे है आप क्षमता के लिए विशेषाधिकार से हटो कोई है जो गुणवत्ता प्राप्त करता है तो यह एक व्यक्ति की कहानी हैवह व्यक्ति जो जन्म की स्थिति से समाज में स्थिति से आगे बढ़ने में सक्षम है अब इसके साथ होने वाली एक और चीज़ और इसे बनाने में प्रिंट का एक बड़ा प्रभाव है जो प्रादेशिक राज्य का उद्भव हैं धीरे धीरे यूरोप की सीमाओं का समाधान हो रहा है अब तक आपके पास राज घराने हैं 16 वीं या 17 वीं शताब्दी तक आपके पास राजशाही है लेकिन इसका मतलब है कि राजशाही इस अर्थ में अधिक क्षेत्रीय हैं क्षेत्रीय बनने से क़ानूनों की एकरूपता या एक विशेष क्षेत्र में कानून के अनुप्रयोग अधिक होते है इसलिए फ्रांसीसी राजा पहले की तुलना में कहीं अधिक एकरूपता के साथ फ्रांस पर शासन करते हैं क्योंकि अब कानून प्रचारित किया जा सकता है और स्थानीय मध्यस्थता या अन्य मामलों या मुद्दों को कम करने पर निर्णय लिया जाएगा नुकसान का एक समान सेट होगा हम बाद के व्याख्यान में राष्ट्रवाद के विकास का अध्ययन करेंगे जहां हम एंडर्सन का काम देखेंगे लेकिन सम्राट चर्च की सत्ता के अधिकार से कम शासन कर रहे थे वे एक विशेष राष्ट्रीयता लोगों का एक विशेष समूह के सबसे अच्छे प्रतिनिधि होने के अधिकार के माध्यम से शासन कर रहे थे और उन्होंने लेखकों की सेवाओं और प्रकाशनों को बढ़ाने के लिए सूचीबद्ध कियाताकि राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ाया जा सके एक महत्वपूर्ण मौखिक संचार के माध्यम का परिवर्तन होता है जो लैटिन से वर्नाकुलर तक हैं तो अब फ्रांस या इंग्लैंड के क्षेत्र में अधिक किताबें लैटिन की तुलना में अंग्रेजी या फ़्रेंच में मुद्रित हो रही हैं और वास्तव में समेकित करने में मदद करता है जो की कमी के दिलचस्प तरीके से बदलते हैंधार्मिक अधिकार का महत्व बाइबिल के वर्नाकुलर भाषाओं के अनुवाद में है क्योंकि वह क्षेत्र था जिसके भीतर फ्रांसीसी बाइबिल का सबसे बड़ा प्रसार थाबाइबल के फ़्रेंच अनुवादों ने भाषाई राष्ट्रवाद को मजबूत करने में मदद की अब भाषा इस राष्ट्रीय पहचान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है इसलिए फ्रांसीसी राजा ने लेखकों और प्रकाशनों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से समेकित करने की कोशिश की फ़्रेंच में प्रकाशित करें और ग्रंथों को प्रकाशित करें या उन ग्रंथों को लिखें जो राष्ट्रवाद की भावना पैदा करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है दूसरी चीज उसी समय होती है जब आपके पास संभावना इसलिए है क्योंकि आपके पास एक सम्राट है जो अपने दम पर शासन करता है चर्च के समर्थन की आवश्यकता नहीं है सम्राट निरंकुश हो जाता है एक संभावना है कि सम्राट एक पल के लिए निरंकुश बन जाए आपके पास ऐसे सम्राट थे जो सब कुछ तय करेंगे लेकिन पूछताछ की जा रही है क्योंकि आपके पास पहले से ही दिया गया एक हिस्सा था जो रोमन कैथोलिक चर्च का अधिकार था जिस पर सवाल उठाया जाता है और एक बार प्रचलित संस्थानों पर सवाल उठाया जाता है जो स्वतंत्रता की नींव और विचार की ओर ले जाता हैं पडुआ के मार्सिलियो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ लिखा जो मुद्रण और 14 वीं शताब्दी में प्रसारित होता है जो महत्वपूर्ण रूप से इस बात पर जोर देता है कि राजनीतिक शक्ति चर्च के प्रमुख से या शासक के व्यक्ति से प्राप्त नहीं हुई थी लेकिन राजनीतिक शक्ति नागरिकों से प्राप्त हुई नागरिक का यह विचार विषय के विचार से बहुत अलग है राजशाही या राज्यों के पास विषय हैं लेकिन उनके पास नागरिक नहीं हैं नागरिक का विचार वह है जो हर दूसरे नागरिक कानून की नजर में समान हो यह विशेषाधिकार पर सवाल उठाता है यह जन्म के अनुसार अधिकार या भाग्य पर सवाल उठाता है कोई बात नहीं मैं किस परिवार में या किस वर्ग में पैदा हुआ हूं समाज के किस वर्ग में पैदा हुआ हूं मैं एक भारतीय हूं और भारत का संविधान भारत के कानून भूमि के कानून हर कोई पर समान रूप से लागू होते हैं यह नागरिकता का विचार है और इन तर्कों ने स्वतंत्रता के विचारों की शुरुआत की हालाँकि इसने अधिपत्य और इन पर प्रश्नचिन्ह लगाने की कोशिश की और यह स्वतंत्रता के विचारों ने प्रादेशिक राजतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश की लेकिन इसने राजाओं से सवाल कर दिया क्योंकि एक बार स्वतंत्रता के विचार लोगों में होने लगते हैं वे मध्य बिंदु पर नहीं रुकते हैं वे पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं और जिसके कारण मध्य वर्ग और लोकतंत्र का उदय हुआ था यहां तक कि मैकियावेली ने अपने तर्क में कि आधुनिक प्रिंट को कैसे व्यवहार करना चाहिए वह बात कर रहा था इन के बारे में कैसे व्यक्ति चीजों पर निर्णय लेना चाहते हैं और जॉन लोके के प्राकृतिक कानून में योगदान जिस तरह से संविधान का आयोजन किया जा सकता था राजनीतिक सोच के मुद्दों ने मानव की कुछ हद तक आकांक्षाओं को जन्म दिया था और हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है इंग्लैंड में क्रांति हम ने फ्रांस में क्रांति के बारे में बात की लेकिन इंग्लैंड भी क्रांतियों की कुछ श्रृंखला के दौर से गुजर रहा था याद करते हैं 17 वें शताब्दी में अंग्रेजी प्रेस ने विभिन्न प्रकार के विचारों को प्रसारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यह एक बहुत महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र बन गया आप में से जिन लोगों ने एडिसन और स्टील के स्पेक्टेटर पेपर्स पढ़े हैं आप को पता है लेकिन इससे पहले हम इंटररेग्नम के बारे में बात करते हैं 1642 से 1660 के बीच जब रिपब्लिकन ने सत्ता संभाली संसदीय बलों ने इंग्लैंड की राजनीतिक बागडोर संभाली शासक सम्राट चार्ल्स प्रथम का सिर काट दिया गया था और उनके बेटे चार्ल्स द सेकंड फ्रांस के लिए लंबे समय तक निर्वासित थे और राजशाही और संसदीय ताक़तों दोनों ने प्रेस का इस्तेमाल किया नागरिकता के समर्थन के लिए अब आप केवल कुलीन वर्ग के नियंत्रण से राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन नहीं कर सकते थे आपको अपने लिए लोकप्रिय समर्थन तैयार करना था 17 वें सदी में बाद में इन विभिन्न राजनीतिक विचार दो राजनीतिक दल के रूप में समेकित हो जाता है व्हिग्स एंड टोरीज़ लिबरल्स एंड कंज़र्वेटिव्स और विभिन्न लेखकों ने इन राजनीतिक समयों के साथ स्थिति संभाली जो राजतंत्र के लिए अधिक शक्तियों चाहते थे कुछ लोग कम शक्ति चाहते थे और संसद के लिए अधिक शक्तियां चाहते थे और लंदन कॉफ़ीहाउस एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन गया है जहॉ राजनीतिक बहसें होती हैं लोग तरह तरह की बातें लिख रहे होंगे समाचार पत्र होंगे ब्रॉडशीट जिसमें इस प्रकार के राजनीतिक व्यंग्य और लड़ाई हम MacFlecknoe की कविता को हमारे अगले व्याख्यान में देखेंगे जो हमें इस बारे में बहुत कुछ बताएगी इस सारी बहस के साथ इस सारे प्रेस के माध्यम से विचारों के प्रचलन के साथ लोकतंत्र के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को इंग्लैंड और यूरोप में सुलझाया जा रहा था विपरीत विचारों का प्रसार अब सदस्यता लेना संभव है उन विचारों और विश्वासों पर जो राज्य या शासक के विपरीत हैं अब तक यदि आप इसके विश्वास के विपरीत थे यदि आपने राज्य पर सवाल उठाया यदि आपने समय की प्रमुख सोच पर सवाल उठाया आप को फांसी हो जाएगी या जला दिया जाएगा या अपने जीवन के अंत तक लंदन के टावर में डाल दिया जाएगा जब तक क्रांति ने उन्हें आज़ाद नहीं किया तब तक कैदियों को बहुत से बैस्टिल में घुमाया गया अतः यह इसके विपरीत विचार कि मेरे पास ऐसे विचार हो सकते हैं जो आपके विश्वास के विपरीत हों लेकिन इसके लिए मुझे मारा नहीं जाएगा यह अत्याचार ही उबाऊ है लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है और विचारों को छापने की स्वतंत्रता प्रेस के पास है और हम देखते हैं कि इस स्वतंत्रता और केवल राजनीतिक विचारों के माध्यम से हम गैलीलियो के जीवन को जानते हैं हम गियोर्डानो ब्रूनो के जीवन को जानते हैं जो लोग विचारों पर सवाल उठाते हैं कि कैसे ग्रहों को संगठित किया जाता है उन पर मुकदमा चलाया गया उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा तो यह केवल राजनीतिक विचार नहीं है उनको स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है हर तरह के विचारों में स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है जो सामान्य नए प्रकार के विचारों को लाने में मदद करता है और यहीं से यूरोप को वास्तव में फायदा हुआ है और उसका दुनिया भर में वर्चस्व है क्योंकि वे एक निश्चित प्रकार की स्वतंत्रता का अभ्यास करते है यूरोप ने अपने भीतर स्वतंत्रता का अभ्यास किया लेकिन इसने उपनिवेशों में स्वतंत्रता का अभ्यास नहीं किया इसलिए यह स्वतंत्रता के आपके खुले अभ्यास की आलोचना है परंतु समझने की बात यह है कि अगर कोई भी समाज वैश्वीकृत दुनिया में एक अंतरराष्ट्रीय शक्ति या विचार के अंतरराष्ट्रीय केंद्र में उठना चाहता है अगर मैं सॉफ्ट पावर के संदर्भ में बात करता हूंशक्ति को न केवल सैन्य शक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है बल्कि सॉफ्ट पावर से दुनिया के लोग में सम्मान अर्जित करते हैं फिर ये जरूरी आज़ादी लोकतंत्र के ये ज़रूरी सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो गया थे और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जॉन मिल्टन हैं जिन्होंने एरोपैजिटिका में लिखा था उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात की थी उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए तर्क दिया क्योंकि यह उस समय के शासकों का उद्देश्य था कि अगर वे कर सकते थे तो प्रिंटिंग प्रेस को ऐसी चीजें ही प्रिंट करनी चाहिए जो वे मानते हैं किसी भी वैकल्पिक विचारों को प्रेस में प्रवेश नहीं करना चाहिए और जॉन मिल्टन स्वयं संसदीय ताक़तों के समर्थक थे लेकिन वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं और उनकी पुस्तक एरोपैजिटिका को प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में देखा जाता है धन्यवाद